इसलिए इस एफसीएफएस एसजेएफ और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम को देखने के बाद अगली एल्गोरिथ्म जो हमारे पास शेड्यूलिंग नीति में है जो आप अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम में पा सकते हैं यह राउंड रॉबिन पॉलिसी है इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है इसलिए हमारे पास सिस्टम में कई प्रक्रियाएं हैं और प्रत्येक प्रक्रिया को सीपीयू समय की कुछ छोटी इकाई दी जाती है तो यह टाइम क्वांटम या क्यू के रूप में जाना जाता है तो इसे छोटे टाइम क्वांटम के लिए दिया जाता है और इसलिए यह क्वांटम मान बहुत छोटा हो सकता है इसलिए हम उन मूल्य संबंधित मुद्दों पर बाद में आएंगे लेकिन मान लें कि यह टाइम क्वांटम मान 2 मिलीसेकंड के बराबर है तो क्या होता है कि एक कार्य को निष्पादन के लिए 2 मिलीसेकंड दिया जाता है इसलिए जैसे ही कार्य सीपीयू में डाल दिया जाता है तो रेडी क्यू से इसे लिया जाता है और यह चालू अवस्था में चला जाता है तो एक साथ हम एक टाइमर शुरू करते हैं इसलिए यह टाइमर जब समाप्त हो जाता है यह टाइमर 2 मिलीसेकंड के लिए होता है और जब यह टाइमर समाप्त हो जाता है इसलिए इस टाइमर की समाप्ति पर शेड्यूलर को फिर से आमंत्रित किया जाता है शेड्यूलर का आह्वान किया जाता है तो शेड्यूलर क्या करता है कि यह कार्य को सीपीयू से बाहर निकालता है और रेडी क्यू से यह अगले कार्य को चुनता है और इसे सीपीयू में डालता है तो इस तरह से यह पूरी चीज़ संचालित होती है इसलिए यदि रेडी क्यू में एन प्रक्रियाऍं हैं और टाइम क्वांटम क्यू है तो प्रत्येक प्रक्रिया को एक बार में अधिकांश क्यू इकाइ में 1 बटा एन सीपीयू टाइम प्राप्त होता है तो 1 बटा एन सीपीयू टाइम हर प्रक्रिया के लिए दिया गया है और एक बार एक प्रक्रिया को समय मिल जाए यह क्यू समय इकाइयों के लिए है और यह दिखाया जा सकता है कि कोई भी प्रक्रिया एन माइनस 1 गुणा क्यू समय से अधिक की प्रतीक्षा नहीं करती है क्योंकि यदि कार्य आ गया है इसलिए सिस्टम में एन प्रक्रियाएं हैं तो क्या हो सकता है कि यह एनth प्रक्रिया है तो इससे पहले कि साथी को निष्पादन का मौका मिले इसलिए इससे पहले एन माइनस 1 कार्य हैं उनमें से प्रत्येक को एक क्यू टाइम इकाइयां मिलेंगी उसके बाद ही इस साथी को निष्पादन का मौका मिलेगा तो इस एनth कार्य के लिए प्रतीक्षा समय एन माइनस 1 गुणा क्यू के बराबर है इसलिए इसके बाद उसे निष्पादन का मौका मिलेगा अब क्या यह क्यू टाइम यूनिट में पूरा होगा जो इसे मिला है जो कि प्रश्न है लेकिन अगर पहली बार रेस्पॉन्स टाइम जो हमारे पास है तो रेस्पॉन्स टाइम कम हो सकता है क्योंकि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि रेस्पॉन्स टाइम क्या है इसलिए पिछले एल्गोरिदम एफसीएफएस एसजेएफ वगैरह में रेस्पॉन्स टाइम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं था क्योंकि यह अन्य कार्य के सीपीयू भागों के आकार पर निर्भर करता है लेकिन यहां जो कुछ भी सीपीयू हो लेकिन पिछले सभी कार्य को केवल क्यू टाइम यूनिट दिए गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा एन माइनस 1 कार्य है इसलिए यह एन माइनस 1 गुणा क्यू है जो कि कुल समय है तो एन माइनस 1 गुणा क्यू बाउंड है इसलिए यह रेस्पॉन्स टाइम पर एक बाध्य है तो ऐसा है यह रेस्पॉन्स टाइम एन माइनस 1 गुणा क्यू से बाध्य है इसलिए टाइमर अगली प्रक्रिया को शेड्यूल करने के लिए हर क्वांटम को बाधित करता है जैसा कि मैं यहां बता रहा था कि जैसे ही एक कार्य सीपीयू में डाल दिया जाता है टाइमर शुरू हो जाता है और जब टाइमर समाप्त हो जाता है तो यह शेड्यूलर का आह्वान किया जाता है और शेड्यूलर बाहर चल रही प्रक्रिया को बाहर निकालता है और वापस रेडी क्यू में डालता है और यह सीपीयू अगली प्रक्रिया को दे दिया जाता है अब इस टाइम क्वांटम के बाद प्रक्रिया को सीपीयू प्राप्त होता है यह अनिवार्य नहीं है कि यह प्रक्रिया अपने पूरे टाइम क्वांटम का उपयोग करेगी तो ऐसा हो सकता है कि प्रक्रिया एक अत्यधिक IO बाध्य कार्य है इसलिए हालांकि इसे 2 मिलीसेकंड दिया जाता है 1 मिलीसेकंड के लिए निष्पादित करने के बाद यह पाता है कि मुझे कुछ आईओ ऑपरेशन करने की आवश्यकता है इसलिए यह बस सीपीयू से बाहर आता है तो उस मामले में भी शेड्यूलर लागू होता है इसलिए टाइमर समाप्त होने से पहले कार्य शेड्यूलर को वापस नियंत्रण देता है इसलिए इस तरह से यह भी संभव हो सकता है कि शेड्यूलर को आमंत्रित किया जाए और फिर से अगले कार्य को निष्पादित करने का मौका मिले इसलिए जब भी शेड्यूलर द्वारा किसी कार्य का चयन किया जाता है तो टाइमर को 2 मिलीसेकंड के लिए शुरू किया जाता है और इस तरह से यह जारी रहता है इसलिए प्रदर्शन यदि q एक बहुत बड़ा मान है टाइम क्वांटम बहुत बड़ा है तो क्या होता है कि एक बार एक प्रक्रिया को सीपीयू मिलता है और जब तक कि यह स्वेच्छा से इसे जारी नहीं करता है इसलिए यह केवल क्यू टाइम यूनिट के बाद वापस लिया जाएगा अब मान लीजिए कि इस प्रक्रिया के कार्य मिल गय हैं तो हमें 3 प्रक्रियाएँ P 1 P 2 और P 3 मिल गई हैं और उनके CPU बर्स्ट का आकार 5 6 और 8 है अब अगर यह q 10 के बराबर है तो क्या होता है कि यह कार्य पी 1 पी 2 पी 3 है इसलिए वे कभी भी इस टाइमर का बाहर जा कर सामना नहीं करेंगे इसलिए वे हमेशा जब भी इसे 10 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू मिल रहा है पी 1 5 टाइम यूनिट के लिए उपयोग करेगा और फिर इसे जारी करेगा पी 2 इसे प्राप्त करेगा पी 2 6 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित करेगा और इसे जारी करेगा तो इस तरह से यह टाइमर इंट्रप्ट कभी भी चित्र में नहीं आएगा इसलिए स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि आपके पास FIFO पॉलिसी में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी यह मानते हुए कि पी 1 सिस्टम में पहले आया फिर पी 2 और पी 3 व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपके पास यहां है तो इस बड़ी चीज़ के साथ अब यदि q को बहुत छोटा बनाया जाता है इसलिए इसे 10 मिलीसेकंड के बजाय इसलिए अगर मैं कहूं कि q 1 माइक्रोसेकंड के बराबर है जो कि बहुत छोटा है तो क्या होता है कि कार्य को 1 माइक्रोसेकंड निष्पादित करने का मौका मिलता है और फिर शेड्यूलर को फिर से आमंत्रित करना पड़ता है अगले कार्य का चयन करने के लिए तो इस भाग में शेड्यूलर चल रहा है फिर से अगले कार्य का चयन किया जाता है तो यह 1 माइक्रोसेकंड के लिए चलता है और फिर से शेड्यूलर तस्वीर में आ जाएगा इसलिए जब भी शेड्यूलर तस्वीर में आता है तो एक कॉंटेक्स्ट स्विच होता है क्योंकि वर्तमान में चल रही प्रक्रिया को बाहर निकाल दिया जाता है और अगली प्रक्रिया शुरू की जाती है तो आपको पीसीबी और सभी से कॉंटेक्स्ट को कॉपी करना होगा तो यह एक बड़ी बात है तो यह कॉंटेक्स्ट स्विचिंग समय बहुत अधिक हो जाता है इसलिए कॉंटेक्स्ट स्विच के संबंध में q बड़ा होना चाहिए अन्यथा ओवरहेड बहुत अधिक है इसलिए यदि कॉंटेक्स्ट स्विचिंग समय 2 माइक्रोसेकंड के आसपास है तो यदि आप इस q को 1 माइक्रोसेकंड रखते हैं तो आप जॉब के प्रत्येक माइक्रोसेकंड निष्पादन के लिए आप कॉंटेक्स्ट स्विच में 2 माइक्रोसेकंड बर्बाद कर रहे हैं इसलिए सीपीयू का उपयोग यह थ्रूपुट और थ्रूपुट बहुत कम होगा सीपीयू का उपयोग भी कम है जहाँ तक जॉब का संबंध है और फिर वेटिंग टाइम बहुत अधिक होगा तो इस तरह से व्यवस्था के लिए व्यवहार बहुत खराब हो जाएगा इसलिए दोनों सिरों पर q बहुत बड़ा या q बहुत छोटा इसलिए दोनों का सिस्टम प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसलिए यह पता लगाना एक मुद्दा है कि सिस्टम के लिए एक अच्छा q मान क्या है तो फिर से यह प्रणाली पर निर्भर है इसलिए कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं हो सकती है जैसे कि q का मूल्य क्या होना चाहिए तो हम कुछ मूल्य के साथ शुरू कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हम सिस्टम व्यवहार में देख सकते हैं और अगर हम पाते हैं कि सिस्टम थ्रूपुट कम है या वेटिंग टाइम अधिक है तो हम इस q मान को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्रभाव देखते हैं तो आइए हम इस राउंड रॉबिन पॉलिसी का एक उदाहरण मानते हैं जिसमें टाइम क्वांटम 4 के बराबर है इसलिए हमें 3 प्रक्रियाएँ P 1 P 2 और P 3 मिली हैं और उनके टाइम क्वांटम वैल्यू 24 है बर्स्ट टाइम वैल्यू 24 3 और 3 हैं अब यदि हम टाइम क्वांटम 4 के बराबर लेते हैं तो P1 4 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है और चूंकि इसका बर्स्ट टाइम 24 था इसलिए टाइमर इस बिंदु पर समाप्त हो गया इसलिए पी 1 ने पूर्ण 4 समय इकाइयों का उपयोग किया और फिर टाइमर समाप्त हो गया और अब पी 1 को सीपीयू से बाहर निकाल दिया गया है और पी 2 को निष्पादन का मौका मिलता है लेकिन पी 2 का बर्स्ट टाइम 3 है इसलिए 3 टाइम यूनिट के बाद पी 2 खत्म हो गया है इसलिए अब हमें पी 3 मिल गया है अब यह पी 3 निष्पादन के लिए खड़ा है इसलिए पी 3 3 इकाइयों के लिए निष्पादित होता है और उसके बाद पी 3 समाप्त हो जाता है उसके बाद अब सिस्टम में केवल एक ही प्रक्रिया है P 1 तो P 1 को क्रमिक समय की मात्रा 10 से 14 14 से 18 18 से 22 की तरह मिलती है तो यह 30 टाइम यूनिट में पूरा खत्म करता है तो औसत वेटिंग टाइम क्या है इसलिए औसत वेटिंग टाइम यदि आप गणना करते हैं तो पी 1 के लिए कुल वेटिंग टाइम रेडी क्यू में इंतजार करने के समय के बराबर है तो पी 1 के लिए वेटिंग टाइम 3 प्लस 3 6 समय इकाई के बराबर है पी 2 के लिए वेटिंग टाइम 4 के बराबर है और पी 3 के लिए वेटिंग टाइम 7 के बराबर है बेशक इस विशेष मामले में हम बहुत अंतर नहीं पाते हैं यह 10 प्लस 7 17 है इसलिए यह केवल एचसीएफएस नीति जैसा है लेकिन क्या हो सकता है इसलिए यदि ऐसी प्रक्रियाएं और भी हैं तो यह P 1 क्रमिक समय स्लॉट में निष्पादित नहीं हो रहा है इसलिए बीच में कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी आ रही हैं इसलिए यहां इस क्षेत्र में तो P 1 का वेटिंग टाइम और अधिक बढ़ जाएगा इसलिए सामान्य तौर पर इस राउंड रॉबिन पॉलिसी का औसत वेटिंग टाइम दूसरों की तुलना में बड़ा होता है आमतौर पर उच्च औसत टर्नअराउंड और एसजेएफ लेकिन बेहतर रेस्पॉन्स टाइम इसलिए शऑरटेस्ट जॉब फर्स्ट की तुलना में औसत टर्नअराउंड टाइम अधिक होगा क्योंकि वहाँ सभी कार्य के लिए भी पूरा हो रहा है इसलिए यह किसी एक कार्य के लिए नहीं है जिसे हम करते हैं इसके विपरीत एसजेएफ में सबसे छोटे कार्य के पूरा होने पर तत्काल ध्यान दिया जाता है इसलिए यहां ऐसा नहीं होता है इसलिए हर कार्य को टाइम क्वांटम के बराबर कुछ समय के लिए ध्यान दिया जा रहा है और यह कि एक राउंड रॉबिन फैशन में कार्य को सीपीयू दिया जाता है हालांकि रेस्पॉन्स टाइम बेहतर है क्योंकि कार्य को इंतजार नहीं करना पड़ता यहां तक कि अगर सिस्टम में एन कार्य हैं तो रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एन माइनस 1 गुणा क्यू के बराबर होगा इसलिए यह अच्छा है कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम की तुलना में Q बड़ा होना चाहिए इसलिए कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम q की तुलना में बड़ा होना चाहिए ताकि इस कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम का प्रभाव अधिक न हो अन्यथा q छोटा होने पर कॉंटेक्स्ट स्विचिंग की बड़ी संख्या होगी उनमें से प्रत्येक कॉंटेक्स्ट स्विच कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम लेगा इसलिए इस तरह से यह एक समस्या होगी क्यू आमतौर पर 10 माइक्रोसेकंड से कम कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम के लिए 10 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड होता है तो यह उन मानों की श्रेणी है जिन्हें हम विभिन्न प्रणालियों में खोज सकते हैं बेशक कोई कठिन और तेज़ नियम नहीं है क्योंकि यह उस प्रणाली पर निर्भर करता है जो आपके हाथ में है तो आम तौर पर यह एक ट्यूनेबल पैरामीटर है तो कॉंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम 10 माइक्रोसेकंड से कम है और यह क्यू मूल्य टाइम क्वांटम मान 10 और 100 मिलीसेकंड के बीच है इसलिए राउंड रॉबिन अच्छा है क्योंकि यह एक इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए है इसलिए यह सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है इसलिए इस तरह से यह अच्छा है अब यह क्वांटम आकार पर एक अध्ययन है तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथ्म का प्रदर्शन टाइम क्वांटम के आकार पर निर्भर करता है यदि एल्गोरिथ्म में टाइम क्वांटम बहुत छोटा है मान लीजिये 1 मिलीसेकंड तो यह बड़ी संख्या में कॉंटेक्स्ट स्विच बना सकता है यहाँ की तरह प्रक्रिया समय 10 है और टाइम क्वांटम आकार 12 इकाई है तो यह एक प्रोसेसर है जो सीपीयू को 12 समय इकाइयों के लिए प्रक्रिया के लिए दिया जाता है यह 10 इकाइयों में समाप्त होता है इसलिए कोई कॉंटेक्स्ट स्विच नहीं हैं इसलिए कॉंटेक्स्ट स्विच 0 है हालाँकि यदि टाइम क्वांटम मान 6 के बराबर है तो 6 टाइम यूनिट के बाद एक कॉंटेक्स्ट स्विच होगा और फिर प्रक्रिया समय 10 पर समाप्त हो जाती है इस तरह से अगर एक भी प्रक्रिया होती है तो 6 टाइम यूनिट के बाद टाइमर समाप्त हो जाएगा और शेड्यूलर तस्वीर में आ जाएगा शेड्यूलर पाएगा कि निष्पादित करने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है इसलिए यह समय 10 के साथ जारी रहेगा लेकिन शेड्यूलर के निष्पादन के लिए स्वयं एक कॉंटेक्स्ट स्विच होगा इसलिए परिणामस्वरूप एक कॉंटेक्स्ट स्विचिंग होता है जो घटित होगा दूसरी ओर यदि हमें टाइम क्वांटम का आकार 1 मिला है तो भले ही आपको सिस्टम में एक ही प्रक्रिया मिली हो इसलिए हर बार जब आपको जरूरत होती है कि टाइमर समाप्त हो जाएगा और यह सिस्टम को एक इंट्रप्ट भेज देगा और परिणामस्वरूप शेड्यूलर को आमंत्रित किया जाएगा और इनकी वजह से शेड्यूलर और प्रक्रिया के बीच कॉंटेक्स्ट स्विचिंग होगा तो 9 ऐसे कॉंटेक्स्ट स्विच हैं जो इसमें घटित हो रहे हैं तो आप देखते हैं कि यदि आप इस टाइम क्वांटम को बहुत छोटा बनाते हैं तो कॉंटेक्स्ट स्विच की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और परिणामस्वरूप कॉंटेक्स्ट स्विच को निष्पादित करने में समय की एक अच्छी मात्रा बर्बाद हो जाएगी अब टर्नअराउंड टाइम टाइम क्वांटम के साथ कैसे बदलता है तो उदाहरण के लिए यह एक ग्राफ है तो मान लीजिए कि मुझे चार प्रक्रियाएं मिली हैं पी 1 पी 2 पी 3 और पी 4 और उनका बर्स्ट टाइम 6 3 1 और 7 है और यदि आप इस टाइम क्वांटम वैल्यू को एक के बराबर रखते हैं तो औसत टर्नअराउंड समय इसलिए यदि आप तो यह पता लगाया जा सकता है तो अगर यह 1 है तो क्या होगा तो आप इसे इस तरह से गणना कर सकते हैं तो पहले P 1 को 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया जाएगा तो पी 1 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित करेगा तो 1 टाइम यूनिट के लिए P 1 निष्पादित करेगा उसके बाद P 2 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित करेगा फिर P 3 1 यूनिट यूनिट के लिए निष्पादित करेगा तो फिर पी 3 इस समय खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद पी 4 1 टाइम यूनिट के लिए आ जाएगा तो इस तरह से तो यह अब P 1 एक और समय के लिए निष्पादित करेगा तो इस तरह से आप गैंट चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रक्रियाओं के लिए रिस्पांस टाइम औसत रिस्पांस टाइम क्या है और यह दिखाया जा सकता है कि यदि टाइम क्वांटम का आकार 1 के बराबर कहा जाता है तो यह है औसत वेटिंग टाइम इसलिए यह 110 है जबकि यदि आप लेते हैं कि यह 2 के बराबर है तो औसत वेटिंग टाइम बढ़ जाता है इसलिए यह 115 हो जाता है जबकि यदि आप 3 लेते हैं तो औसत टर्नअराउंड टाइम कम हो जाता है तो यह यह जरूरी नहीं है कि टाइम क्वांटम की मात्रा बढ़ने पर टर्नअराउंड टाइम में सुधार हो इसलिए सामान्य तौर पर औसत टर्नअराउंड टाइम में सुधार किया जा सकता है यदि अधिकांश प्रक्रियाएं एक ही टाइम क्वांटम में अपने अगले सीपीयू बर्स्ट को समाप्त कर दें तो यह वह चीज है जो यह कहती है कि यह दर्शाता है कि जैसे जैसे आप टाइम क्वांटम की मात्रा बढ़ा रहे हैं इसलिए जब आप उदाहरण के लिए 6 के इस मूल्य पर जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि अधिकांश प्रक्रियाएं वे 1 टाइम क्वांटम के भीतर समाप्त हो सकती हैं और फिर औसत वेटिंग टाइम अच्छा परिणाम देने लगता है और यदि आप इसे 7 पर सेट करते हैं तो हर कोई 1 टाइम क्वांटम के भीतर समाप्त कर सकता है जिससे हमें न्यूनतम औसत वेटिंग टाइम मिलता है लेकिन यह FCFS प्रकार के एल्गोरिदम के करीब है तो यह है इसलिए यह रेस्पॉन्स टाइम एक समस्या होगी लेकिन टर्नअराउंड टाइम कम हो जाएगा लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है जब आप 6 से 5 के बीच जा रहे हों तो यह टर्नअराउंड टाइम काफी बढ़ जाता है और फिर से 5 से 4 तक जा रहा है 5 से 3 टर्नअराउंड टाइम कम हो जाता है 5 से 4 भी टर्नअराउंड टाइम कम हो जाता है तो इस ग्राफ का कोई सामान्य व्यवहार नहीं है केवल एक चीज यह है कि यदि यह इसके परे है यदि यह व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के बर्स्ट आकार के करीब है तो औसत वेटिंग टाइम औसत टर्नअराउंड टाइम कम से कम हो जाएगा तो इस तरह से यह हमें इस टाइम क्वांटम आकार का चयन करने के बारे में कुछ दिशानिर्देश देता है तो लेकिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथ्म का एक और प्रकार जो आगे दिखेगा उसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए प्राथमिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हमारे पास सिस्टम में मौजूद सभी प्रक्रियाओं की समान प्राथमिकता आवश्यक नहीं है उदाहरण के लिए यदि आपको एक सिस्टम मिला है जहां सेंसर से आने वाले सिग्नल हैं जैसे कि स्मोक डिटेक्टर और सभी तो आग है जो तुरंत आती है जिसे तुरंत ध्यान देना पड़ता है तो उस तरह से जिसे एक बड़ी प्राथमिकता मिल गई है या टेलीफोन एक्सचेंज अब सभी कॉल जो एक्सचेंज से गुजर रहे हैं इसलिए वे समान प्राथमिकता के नहीं हैं तो जिन कॉलों की प्राथमिकता अधिक होती है शायद वे कॉल जिनके लिए टैरिफ अधिक हैं इसलिए उनके लिए भी प्राथमिकता अधिक होनी चाहिए इसलिए उन्हें ज्यादा अवरोध का सामना नहीं करना चाहिए तो ऐसा करने के लिए हमें उन प्रक्रियाओं की तुलना में पहले की प्रक्रियाओं को शेड्यूल करना होगा जो निम्न प्राथमिकता के हैं इसलिए आम तौर पर किसी भी प्रक्रिया में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम कोई प्रक्रिया बनाते हैं तो हम उसके साथ कुछ प्राथमिकता को जोड़ते हैं इसलिए प्राथमिकता को आमतौर पर कुछ पूर्णांक संख्या के माध्यम से दर्शाया जाता है और सीपीयू को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रक्रिया को आवंटित किया जाता है तो एक रीति के रूप में हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक मान सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप होगा लेकिन यह सिर्फ एक रीति है इसलिए यह शायद रिवर्स भी हो सकता है तो सबसे छोटे पूर्णांक को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है अब प्रक्रिया जब शेड्यूलर रेडी क्यू को स्कैन कर रहा है तो जो भी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है इसलिए इसे अगला शेड्यूल किया जाएगा अब यह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नीति है इसलिए यह प्रियेंप्टिव और नॉन प्रियेंप्टिव दोनों हो सकती है इसलिए प्रियेंप्टिव नॉन प्रियेंप्टिव का मतलब शेड्यूलिंग निर्णय लेने के समय शेड्यूलर रेडी क्यू में प्रक्रियाओं की प्राथमिकताओं को देखता है और उसके आधार पर जिसकी भी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है इसलिए उसे सीपीयू मिल रहा है और एक बार जब इसे सीपीयू मिल जाता है तो यह अपने निष्पादन को पूरा करता है यह पूरे सीपीयू बर्स्ट को पूरा करता है और केवल उसके बाद शेड्यूलर को फिर से देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर किस प्रक्रिया को अगला शेड्यूल किया जाना चाहिए इसलिए यह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का नॉन प्रियेंप्टिव प्रकार है हालाँकि क्या हो सकता है कि जब सीपीयू में कोई प्रक्रिया निष्पादित हो रही है तो हो सकता है कि एक नई प्रक्रिया आ गई हो और वह नई आगमन प्रक्रिया हो इसलिए जो वर्तमान में सीपीयू में चल रही है उस प्रक्रिया की तुलना में उच्च प्राथमिकता हो सकती है इसलिए परिणामस्वरूप हमें इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है इसलिए हमें सीपीयू को उस प्रक्रिया से प्रीयेंप्ट करने की आवश्यकता है जो वर्तमान में चल रही है और सीपीयू को नई आने वाली प्रक्रिया को दे तो उस प्रकार की पॉलिसी को प्रियेंप्टिव प्राइयारिटी बेस्ड पॉलिसी के रूप में जाना जाता है तो सीपीयू सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया को आवंटित किया जाता है और यह एक प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग हो सकता है या यह एक नॉन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग हो सकता है तो एसजेएफ प्राइयारिटी शेड्यूलिंग का एक प्रकार है जहां प्राथमिकता अगले अनुमानित सीपीयू बर्स्ट के विपरीत है इसलिए प्राथमिकता की गणना की जानी चाहिए तो एसजेएफ में आप कह सकते हैं कि हम उनकी अगले अनुमानित सीपीयू बर्स्ट की गणना करके प्राथमिकता की गणना कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी प्रक्रिया में सबसे कम अनुमानित सीपीयू बर्स्ट है उसे निष्पादन के लिए मौका मिले तो प्राथमिकता अगले सीपीयू बर्स्ट की इस भविष्यवाणी का उलटा है यह प्राइयारिटी शेड्यूलिंग समस्या है इसलिए इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिसे स्टारवेशन कहा जाता है क्योंकि कम प्राथमिकता वाली प्रक्रियाएं कभी भी निष्पादित नहीं हो सकती हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह इस प्रकार है कि यदि यह रेडी क्यू जो हमारे पास है तो वहां मुझे यह प्रक्रिया मिल गई है अब यह प्रक्रिया उन्हें प्राथमिकता मिल गई है हो सकता है कि यह प्रक्रिया प्राथमिकता फ़ाइल हो तो यह 2 का है यह 1 का है यह 10 का है यह 9 का है इसलिए जब तक कि शेड्यूलर को अगले के लिए लागू किया जाएगा क्योंकि इसके पास यह सबसे कम मूल्य है इसलिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता का है इसलिए इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा उसके बाद प्राथमिकता 2 वाली यह प्रक्रिया निष्पादित होगी फिर 5 वाली फिर 9 वाली फिर 10 वाली लेकिन क्या हो सकता है कि आने वाली प्रक्रियाओं की एक बड़ी संख्या हो सकती है उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं का एक निरंतर प्रवाह हो सकता है जो सिस्टम में आ रहे हैं परिणामस्वरूप प्राथमिकता 9 या 10 के साथ प्रक्रियाएं हो सकती हैं इसलिए उन्हें निष्पादन के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिल सकता है इसलिए समय की एक लंबी अवधि में यह प्रक्रिया काफी पहले हो सकती है लेकिन इस उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं के प्रवाह के कारण इसलिए इस प्रक्रिया को निष्पादन का मौका नहीं मिल सका तो यह इस कम प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं के लिए स्टारवेशन की समस्या है इसलिए यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है लेकिन इसे निष्पादन के लिए मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाएं लगातार आ रही हैं तो यह स्टारवेशन की समस्या है तो स्टारवेशन की समस्या का एक समाधान एजिंग है इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हम प्रक्रियाओं की प्राथमिकता को बढ़ाते हैं इसलिए हर बार हम इसलिए शायद रेडी क्यू में हमें यह प्रक्रिया मिल गई है है फिर प्रारंभिक इसलिए यह सभी प्रक्रियाएं उन्हें अलग अलग प्राथमिकताएं मिली हैं अब हम क्या करते हैं कि समय के कुछ निश्चित अंतराल के बाद हम इसे स्कैन करते हैं हम इस रेडी सूची को रेडी क्यू को स्कैन करते हैं और हम इस सभी प्राथमिकता मूल्यों को 1 से घटाते हैं इसलिए हम इस सभी प्राथमिकता मूल्यों को 1 से घटाते हैं फिर क्या होगा यदि एक प्रक्रिया लंबे समय के लिए रेडी क्यू में है तो यह प्रक्रिया प्राथमिकता 10 के साथ है इसलिए अगली बार जब यह चक्र किया जाता है तो यह मान 9 तक कम हो जाएगा अगली बार यह चक्र किया जाएगा मान को 8 तक घटाया जाएगा इसलिए इस तरह से असमानता की जांच के क्रमिक चक्र में तो यह मान कम हो जाएगा और कुछ समय बाद इसलिए यह मान इतना कम हो जाएगा कि भले ही एक नई प्रक्रिया जो सिस्टम में आ रही है उनकी उतनी कम प्राथमिकता नहीं होगी इसलिए हो सकता है कि कुछ समय बाद इस लूप के 100 पुनरावृत्तियों के बाद हमारे पास जो मान हो प्राथमिकता माइनस 90 कहें इस प्रक्रिया के लिए तो कम प्रक्रिया संभवतः माइनस 90 की तुलना में कम प्राथमिकता वाले सिस्टम में शामिल हो जाएगी इसलिए परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया अब सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया होगी और अगली बार जब शेड्यूलर रेडी क्यू से प्रक्रिया का चयन करने के लिए आएगा तो यह प्रक्रिया निष्पादन के लिए अपना ली जाएगी तो यह एजिंग के रूप में जाना जाता है चूंकि प्रक्रिया रेडी क्यू में अधिक समय तक रहती है इसलिए समय के साथ इसकी प्राथमिकता में सुधार होता है इसलिए यह एजिंग प्रक्रिया है इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है प्रक्रिया की प्राथमिकता बढ़ती जाती है तो यह निश्चित रूप से स्टारवेशन की समस्या को हल करता है और अक्सर कई CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में इसका पालन किया जाता है जो इस प्राइयारिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का उपयोग करता है अब यह इस प्राइयारिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का एक उदाहरण है तो हमें पाँच प्रक्रियाएँ P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 मिली हैं और उनका बर्स्ट टाइम इस तरह है 10 1 2 1 5 और प्राथमिकताएँ 3 1 4 5 2 हैं तो यह प्राथमिकताएं कैसे सौंपी गई थीं इसलिए यहां कोई मुद्दा नहीं है इसलिए कि प्राथमिकताओं को किसी तकनीक द्वारा सौंपा गया है जो भी रणनीति हो वे विभिन्न उपयोगकर्ताओं से आ रहे हों वे एजिंग और सभी के कारण हो सकते हैं तो यह वर्तमान प्राथमिकता असाइनमेंट है अब चूंकि पी 2 को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है इसलिए समय 0 पर पी 2 निर्धारित है तो पी 2 1 समय इकाई के लिए निष्पादित करता है फिर अगली प्राथमिकता पी 5 के लिए है इसलिए पी 5 की प्राथमिकता 2 है इसलिए पी 5 को निष्पादन के लिए एक मौका मिलता है यह 5 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है इसके बाद पी 1 है इसलिए पी 1 10 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है फिर यह पी 3 है फिर पी 3 को प्राथमिकता 4 मिली है इसलिए यह 2 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है और फिर पी 4 इसकी प्राथमिकता अंतिम है इसलिए यह 1 समय इकाई के लिए निष्पादित होता है तो इस मामले में औसत वेटिंग टाइम है हम पी 2 के लिए गणना कर सकते हैं पी 1 के लिए वेटिंग टाइम 6 है पी 2 के लिए वेटिंग टाइम 0 है पी 3 के लिए वेटिंग टाइम 16 है पी 4 के लिए वेटिंग टाइम 18 है और पी5 के लिए वेटिंग टाइम 1 है इसलिए आप उन्हें योग कर सकते हैं और फिर प्रक्रियाओं की संख्या से विभाजित कर सकते हैं तो 16 प्लस 6 22 प्लस 18 40 तो वह 41 है इसलिए 41 को 5 से विभाजित किया गया है इसलिए यह 82 है तो यह 82 औसत वेटिंग टाइम है अब निश्चित रूप से इसलिए हम इस अर्थ में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि यह औसत वेटिंग टाइम बर्स्ट टाइम वगैरह प्राथमिकता के साथ कैसे भिन्न होगा इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह कार्य के मिश्रण पर निर्भर है इसलिए लेकिन यह एक अच्छी नीति है क्योंकि हम प्रक्रियाओं के वर्गों के बीच अंतर कर सकते हैं जो हमारे पास एक प्रणाली में हैं इसलिए यह एक अच्छा तरीका है अब आप राउंड रॉबिन के साथ इस प्राइयारिटी शेड्यूलिंग को क्लब कर सकते हैं इसलिए हम जो कहते हैं कि प्रणाली सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं को निष्पादित करती है और एक ही प्राथमिकता वाली प्रक्रियाएं राउंड रॉबिन का उपयोग करके चलेगी इसलिए पिछले उदाहरण में जो हमारे पास था इसलिए यहां सभी प्राथमिकताएं अलग थीं वे अलग थे अब क्या होगा अगर एक ही प्राथमिकता के साथ दो प्रक्रियाएं हैं उदाहरण के लिए यहाँ अगर दो प्रक्रियाएँ हैं जिनमें से दोनों में प्राथमिकता 3 है तो मान लीजिए कि हमें एक और प्रक्रिया पी 6 मिली है जिसकी प्राथमिकता भी 3 है अब पी 1 और पी 6 के बीच किसे चुना जाएगा यह एक मुद्दा है तो इस मामले में यह अगली नीति में कहा गया है कि हम यह देखने जा रहे हैं कि क्या होगा पी 1 और पी 6 वे एक राउंड रॉबिन फैशन में चुने जाएंगे और इस तरह से उन दोनों के साथ समान प्राथमिकता होगी और वे एक राउंड रॉबिन फैशन में निष्पादित करेंगे इसलिए यहां हमें ऐसी स्थिति मिली है जहां पी 1 और पी 5 वे समान प्राथमिकता वाले हैं पी 2 और पी 3 वे भी समान प्राथमिकता वाले हैं तो पहले इसलिए पी 4 के लिए कोई भ्रम नहीं है तो पी 4 इसकी प्राथमिकता सबसे अधिक है तो पी 4 7 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करता है क्षमा करें यह एक नहीं है तो पी 4 की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए पी 4 7 समय इकाइयों को निष्पादित करता है उसके बाद हमें पी 2 मिला है इसलिए पी 2 और पी 3 दोनों को समान प्राथमिकता मिली है इसलिए पी 2 और पी 3 के बीच राउंड रॉबिन होगा तो राउंड रॉबिन का आकार टाइम क्वांटम का आकार 2 के बराबर होना है इसलिए पी 2 2 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है फिर पी 3 2 समय इकाइयों के लिए फिर पी 2 फिर से 2 समय इकाइयों के लिए पी 3 फिर 2 समय इकाइयों के लिए फिर पी 2 इसलिए पी 2 पहले से ही 2 प्लस 2 4 समय इकाइयों के लिए निष्पादित कर चुका है तो पी 2 अब 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित करेगा इसलिए पी 2 1 टाइम यूनिट के लिए निष्पादन करेगा उसके बाद P 3 इसलिए P 3 अब एकमात्र है P 3 अब सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया है और यह 4 समय इकाइयों के लिए पहले ही निष्पादित हो चुकी है इसलिए अब यह शेष 4 समय इकाइयों के लिए निष्पादन करती है उसके बाद पी 1 और पी 5 के बीच एक प्राथमिकता टाई अप है इसलिए पी 1 और पी 5 के बीच फिर से हमें यह राउंड रॉबिन मिला है तो पी 1 2 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है इसके बाद पी5 2 समय इकाइयों के लिए और फिर पी 1 2 समय इकाइयों के लिए तो पी 1 4 बर्स्ट टाइम के साथ समाप्त होता है अब पी 5 पी 5 का बर्स्ट टाइम 3 था इसलिए यहां 2 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित किया गया है इसलिए यह इस समय 1 यूनिट यूनिट के लिए निष्पादन करता है तो इस तरह से हम इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन का संयोजन कर सकते हैं इसलिए उन्हें एक साथ लिया जाता है और फिर हमें इस प्रकार का शेड्यूलिंग प्राप्त होता है तो यह वास्तव में एक समझौता है क्योंकि एक प्रणाली में बड़ी संख्या में प्राथमिकता स्तर बनाए रखना मुश्किल है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जिस पर आप गौर करते हैं इसलिए विभिन्न प्राथमिकता स्तरों की संख्या पर एक सीमा होती है जिनका समर्थन किया जा सकता है इसलिए कई बार अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता का स्तर अलग हो इसलिए सभी अलग अलग प्राथमिकता स्तरों में प्रक्रियाएं बनाना संभव नहीं है इसलिए हम प्रक्रियाओं को कुछ प्राथमिकता स्तरों में एक साथ समूहित करते हैं मान लो कि सिस्टम में केवल 4 प्राथमिकता स्तर उपलब्ध हैं इसलिए यदि 100 जॉब्स हैं तो उन्हें केवल 4 प्राथमिकता स्तरों में वितरित किया जाएगा इसलिए प्राथमिकता स्तर के भीतर हम राउंड रॉबिन का पालन करते हैं और प्राथमिकता स्तर के बीच हमें यह प्राइयारिटी बेस्ड शेड्यूलिंग मिल गई है और इस विशेष उदाहरण में आप यह जान सकते हैं कि औसत वेट टाइम 82 मिलीसेकंड है और इसी का परिणाम है तो आप कर सकते हैं इसलिए प्राथमिकताओं और इस बर्स्ट टाइम मूल्यों पर निर्भर करता है इसलिए यह समय अलग अलग होगा इसलिए यह प्राइयारिटी और राउंड रॉबिन के बीच एक समझौता है तो अगली कक्षा में इसे जारी रखें